आइए हम अपनी चर्चा J इंटीग्रल पर जारी रखते हैं और इस कक्षा में मैं CTOD से संबंधित अवधारणाओं को भी शामिल करने की कोशिश करूंगा और यदि समय इजाजत देता है हम FAD फेलियर असेसमेंट डायग्राम को भी देखेंगे जिसे हमें देखना होगा जब आप इलास्टो प्लास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी के बारे में बात कर रहे हैं रिव्यू ऑफ इलास्टो प्लास्टिक मेटेरियल बिहैवियर और बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक जो आप को दिमाग में रखना होगा कि जब आपके पास एक इलास्टो प्लास्टिक मैटेरियल व्यवहार है आप को समझना होगा कि वहां एक नॉन लीनियर इलास्टिक व्यवहार और इलास्टो प्लास्टिक व्यवहार के बीच अंतर है जब आपके पास नॉन लीनियर सिस्टम है यदि आप लोड करते हैं और यदि आप अनलोड करते हैं लोडिंग और अनलोडिंग पथ समान रहते हैं इलास्टो प्लास्टिक विश्लेषण को क्या मुश्किल बनाता है कि जब आप अनलोड करते हैं तो अनलोडिंग पथ भिन्न होता है यह मुश्किल पहलुओं में से एक है इसे संबोधित करने की आवश्यकता है और जब भी वहां एक क्रैक प्रसार क्रैक वृद्धि है आपके पास निश्चित रूप से अनलोडिंग है तो आप यहां क्या पाते हैं कि एक विशिष्ट स्ट्रेन के मान के लिए आपके पास स्ट्रेस के दो मान हैं तो जब तक आप स्ट्रेन हिस्ट्री का ट्रैक नहीं रखते हैं आपके लिए यह जानना संभव नहीं होता है कि मेटेरियल व्यवहार का पहलू क्या है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं यह इलास्टो प्लास्टिक विश्लेषण को मुश्किल बना देता है इलास्टो प्लास्टिक फ्रैक्चर व्यवहार में आमतौर पर स्थिर क्रैक वृद्धि पाई जाती है मैंने बताया था जब वहां क्रैक वृद्धि है तो वहां अनलोडिंग है इसीलिए लोगों ने क्या किया है EPFM में उनका ध्यान व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिए था यह क्रैक वृद्धि की शुरुआत को समझाने की क्षमता तक सीमित है जब तक आप इसे प्राप्त करने में सक्षम होते हैं उद्देश्य संतुष्ट रहता है और वास्तविक क्रैक वृद्धि की एक सीमित मात्रा को भी संभालता है तो यह है जिसे हम EPFM में केंद्रित रखना चाहते हैं यहां तक की इन प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए हैं आप इसके साथ काफी खुश हैं और यदि आप देखें बहुत सारी अवधारणाएं विकसित की गई हैं इनमें से 2 को व्यापक मान्यता मिली है और वे J इंटीग्रल और CTOD या COD हैं और उसके पीछे एक इतिहास भी है यदि आप उनके विकास को देखते हैं तो J अमेरिका में विकसित किया गया है और COD को मुख्य रूप से यूके में विकसित किया गया है तो यह अवधारणाएं भी देश विशिष्ट कंट्री स्पेसिफिक है क्योंकि लोग जिस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे थे उसने उन्हें उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पद्धतियों तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं इस बात की संतुष्टि है तो लोगों ने इसे विभिन्न प्रकार से देखा है और हम यह भी देखेंगे कि लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी के दायरे के अंतर्गत यह सभी मापदंड एक हैं और समान हैं यह आपको किसी प्रकार की एक ऊर्जा परिभाषा देता है कि J क्या है इस कक्षा में हम उन अवधारणाओं पर भी विचार करेंगे और J की क्या विशेषता है देखिए यदि आप लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी को देखते हैं आपके पास G नामक एक अवधारणा थी और आपके पास एक K नामक अवधारणा थी G को एक ऊर्जा रिलीज दर के रूप में देखा गया था और K एक स्ट्रेस तीव्रता मापदंड था स्ट्रेस तीव्रता मापदंड J की विशेषता यह है कि इसे G के तुलनात्मक ऊर्जा मापदंड के रूप में और K के तुलनात्मक स्ट्रेस तीव्रता मापदंड के रूप में दोनों तरीकों से देखा जा सकता है वास्तव में हमने पिछली कक्षा में J को एक स्ट्रेस तीव्रता मापदंड के रूप में देखा था हम नॉनलीनियर इलास्टिक ठोस के मामले में देख चुके हैं जिससे हम G के रूप में देखते हैं यह उसके काफी समकक्ष है और लीनियर इलास्टिक सॉलिड के मामले में G और J अभिन्न हैं जब हम इलास्टो प्लास्टिक विश्लेषण के लिए जाते हैं तो हम बहुत सावधान रहते हैं की अनलोडिंग नहीं होनी चाहिए या इसे उपयोग करने के लिए आप कुछ एप्रोक्सीमेशंस लेकर आते हैं तो अब हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे और देखेंगे कि कैसे J को एक स्ट्रेस तीव्रता मापदंड के रूप में उपयोग लिया जा सकता है और यहां पुनः आप जानते हैं लोगों ने नॉनलीनियर इलास्टिक ठोस से प्रारंभ किया है तो आपके पास हचिंसन के शोध पत्र हैं और वहां एक शोध पत्र राइस और रोसेनग्रेन द्वारा भी था उन्होंने स्वतंत्र रूप से दर्शाया कि एक नॉनलीनियर इलास्टिक मैटेरियल में J क्रैक टिप की स्थिति को कैरक्टराइज करता है आप जानते हैं ऐसा लगता है हचिंसन और राइस स्नातक में सहपाठी थे इसीलिए वे फ्रैक्चर की समस्याओं से निपटने के लिए समान सिद्धांतों के साथ सामने आए मेरा मतलब है ऐसी घटनाएं या ऐसी जानकारी फ्रैक्चर यांत्रिकी की चर्चा में जान डाल देती है और हम पहले ही देख चुके हैं कि J पथ स्वतंत्र है उन्होंने दिखाया था कि पथ स्वतंत्र रहने के क्रम में स्ट्रेस और स्ट्रेन का गुणज इसे स्ट्रेस स्ट्रेन के रूप में रखा जाता है यह स्ट्रेस और स्ट्रेन का एक गुणज है जिसे क्रैक टिप के पास 1 बटा r के रूप में ही वेरी होना चाहिए तो इलास्टो प्लास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी में विलक्षणता का प्रकार लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी से भिन्न है लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी में आपके पास प्रसिद्ध विलक्षणता रूट r थी यहां स्ट्रेन हार्डनिंग इंडेक्स भी एक भूमिका निभाएगा हम देखेंगे कि यह कैसा है और इस परिसर के आधार पर वे स्ट्रेस घटक के लिए एक व्यंजक पर पहुंचे हैं यह σij है यह kj गुणा J बटा r पूरे पर पावर 1 बटा n प्लस1 के रूप में दिया जाता है और kj एक आनुपातिक स्थिरांक है n स्ट्रेन हार्डनिंग घातांक है देखिए यदि आप याद करें जब हमने डगडेल के मॉडल को देखा था डगडेल मॉडल इलास्टिक को पूरी तरह से प्लास्टिक मानता था यह स्ट्रेन हार्डनिंग को मान ही नहीं रहा था एक बार जब आप J पर आते हैं लोगों ने एक भिन्न प्रकार के मैटेरियल मॉडल को देखा है और आप स्ट्रेन हार्डनिंग पहलू का ध्यान रखते हैं और एक लीनियर इलास्टिक मैटेरियल के लिए n 1 के बराबर है और इस प्रकार के एक मामले में एक विलक्षणता 1 बटा रूट r प्राप्त करता है क्योंकि जब भी आप एक नए परिणाम के साथ सामने आते हैं आप पीछे जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कहीं पिछले वाले परिणाम सामान्यीकृत रूप से प्राप्त किए जा सकते हैं जिस तरह से आप स्वीकार करते हैं कि सामान्यीकरण सही दिशा में आगे बढ़ रहा है यह एक अप्रत्यक्ष जांच है कि जो गणित आपने विकसित किया है वह सुसंगत है वहां विरोधाभास नहीं हैं और आप जानते हैं जैसे LEFM में हमने K वर्चस्व वाला क्षेत्र देखा था EPFM में लोगों ने J वर्चस्व वाले क्षेत्र को देखा है और यह इंजीनियरिंग विश्लेषण के लिए सुविधाजनक पाया जाता है क्योंकि वहां एप्रोक्सीमेशन सम्मिलित हैं और इस क्षेत्र को HRR फील्ड या चेरेपनोव HRR फील्ड कहा जाता है यह हचिंसन राइस और रोसेनग्रेन के कारण आपके पास यह HRR है बाद में चेरेपनोव भी समान प्रकार के संबंधों पर पहुंचे तो इन सभी जांचकर्ताओं को श्रेय देने के लिए लोग इसे HRR फील्ड या चेरेपनोव HRR फील्ड कहते हैं लेकिन प्रसिद्ध रूप से यह HRR फील्ड के रूप में जाना जाता है और यदि आप छोटे पैमाने की यील्डिंग में संरचना पर देखते हैं अब दो विलक्षणता वाले क्षेत्र हैं एक इलास्टिक क्षेत्र में है हम एक चित्रात्मक निरूपण भी देखेंगे कि HRR फील्ड कैसे दिखाई देते हैं वहां हम एक K वर्चस्व वाले क्षेत्र और एक J वर्चस्व वाले क्षेत्र को देखने में सक्षम होंगे तो इलास्टिक क्षेत्र में विलक्षणता एक बटा रूट r है और प्लास्टिक क्षेत्र में यह r पावर माइनस 1 बटा n प्लस 1 से वेरी करती है इसलिए यह पहला सबक है जिस क्षण आप इलास्टो प्लास्टिक फ्रैक्चर विश्लेषण में आते हैं विलक्षणता का भी एक नया निरूपण होता है अब स्ट्रेन हार्डनिंग इंडेक्स प्रयोग में आ जाएगा तो यह केवल रूट r नहीं है रूट r किसी हद तक ऊपर जाता है तब आपके पास एक J वर्चस्व वाला क्षेत्र है और वहां अब भी एक फ्रैक्चर प्रक्रिया क्षेत्र है जहां हमें बहुत कम जानकारी पता है ऐसा नहीं है कि EPFM ने क्रैक टिप तक समाधान कर लिया है यह क्रैक टिप से केवल कुछ ही दूर है आप थोड़ी और प्लास्टिसिटी को शामिल करने में सक्षम है जिसका कि लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी में आपसे सामना हुआ था और मैंने जिक्र किया था कि उन्होंने प्लास्टिक व्यवहार को दर्शाने के लिए एक आधारभूत मॉडल लिया था और HRR फील्ड रेमबर्ग ओसगुड नियम और छोटे स्ट्रेन सिद्धांत पर आधारित है जब आप स्ट्रेन को देखते हैं छोटा मान है 10 से ज्यादा स्ट्रेन होने पर यह सिद्धांत फेल हो जाता है देखिए हमें दिमाग में रखना होगा कि जब आपके पास 02 प्रतिशत स्ट्रेन है मटेरियल यील्डेड है तो 10 अभी भी बहुत अधिक है यद्यपि हम इसे एक छोटा स्ट्रेन सिद्धांत कहते हैं लेकिन 10 कम नहीं होता लेकिन आपको जानना होगा कि यह सीमित है आप 10 से अधिक स्ट्रेन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो यह है जिस तरीके से आपको इसे देखना होगा यह अब भी बड़े आकार के प्लास्टिक जोन को शामिल करता है किंतु छोटे स्ट्रेन अनुमान तक सीमित है देखिए जबकि हमने लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी को देखा था हमारे पास यह विलक्षणता रूट r थी और हमने कहा क्रैक टिप के निकट बहुत अधिक स्ट्रेस होने के कारण क्रैक हमेशा ब्लंट होगा LEFM में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया जिस क्षण आप इलास्टो प्लास्टिक फ्रैक्चर विश्लेषण में आते हैं तो भी क्रैक टिप का ब्लंट होना शामिल नहीं है तो यहां तक की HRR विश्लेषण में क्रैक टिप के निकट ना तो ब्लंट क्रैक टिप का प्रभाव ना ही बड़े स्ट्रेन को शामिल किया गया है लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी यह एक बहुत बहुत उपयोगी दृष्टिकोण है लोगों ने इसकी तुलना फ्लुड यांत्रिकी में बाउंड्री लेयर थ्योरी से भी की है और हम देखेंगे कि HRR फील्ड किस प्रकार का दिखाई देता है एक चित्रात्मक निरूपण है और आप जानते हैं जब आप EPFM बारे में बात कर रहे हैं तो J और CTOD से संबंधित अवधारणाएं हाथों हाथ चली आएंगी और आपके पास यहां क्या है एक ब्लंट क्रैक बहुत अधिक आवर्धित रूप में दिखाई गई है क्रैक टिप के बिल्कुल आगे एक जोन है जहां हमारे पास बहुत कम जानकारी है जिसे फ्रैक्चर जोन के रूप में लेबल किया गया है इस जोन के बाद आपके पास J क्षेत्रों की वैधता वाला मंडलाकार जोन है यह एक आकार मात्र है यह सैद्धांतिक रूप से यह दिखाने का प्रयास करता है कि क्रैक टिप के निकट विभिन्न प्रकार के जोन पाए जा सकते हैं इस निष्कर्ष पर मत जाइए कि यह आकार में गोल है यह हर समस्या के साथ भिन्न हो सकता है और इन जोनों का आकार और माप प्राप्त करने के लिए आपको परिष्कृत EPFM गणनाएँ करनी होंगी और क्रैक के अंदर आप कुछ लाइनें बनी हुई पाते हैं और यदि आप इसके केंद्र से देखते हैं तो यह लाइनें 45 डिग्री पर बनी हुई है ये परस्पर लंबवत हैं वे क्रैक तक जाती हैं और इस ऊंचाई को डेल्टा t लेते हैं जब हम देखेंगे कि CTOD क्या है तो इसे भी देखेंगे और यहां जो दिखाया गया है वह क्रैक टिप खुलने का विस्थापन है क्योंकि एक बार जब आप EPFM में आ जाते हैं तो यह अवधारणाएं साथ साथ चलती हैं आप जानते हैं आपको पीछे जाना होगा फिर आगे आना होगा हमने CTOD को बहुत अधिक विस्तार से नहीं देखा है और यदि आप ऐतिहासिक रूप से देखें तो पहले इसे और बाद में J को विकसित किया गया था लेकिन मेरे प्रस्तुतीकरण में मैं पहले J की चर्चा कर रहा हूं बाद में CTOD पर जा रहा हूं तो अब आपने इस चित्र से एक साधारण परिभाषा को देखा है की CTOD क्या है और बाद में हम इसके लिए व्यंजक देखेंगे फिर आप वापस लौट आते हैं चेरेपनोव HRR फील्ड तो J और CTOD एक साथ चलते हैं आप स्वतंत्र रूप से उनकी चर्चा नहीं कर सकते और आपके पास इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा ग्राफ भी है इस जोन में σ yy किस प्रकार परिवर्तित होता है और यहां क्या रखा गया है कि x अक्ष के साथ आपके पास x बटा डेल्टा t है तो इसे CTOD के पदों में लिखा गया है तो आपके पास फ्रैक्चर प्रक्रिया जोन CTOD का 2 गुना है यही वह है 2 के द्वारा दिया गया है इसीलिए 2 और लगभग 5 से 6 के बीच HRR क्षेत्र है HRR क्षेत्र के बाद आपके पास K क्षेत्र है K क्षेत्र के बाद आपके पास एक सामान्य स्ट्रेस क्षेत्र होगा तो यह तरीका है जिससे आप इलास्टो प्लास्टिक विश्लेषण में क्षेत्र की जानकारी का दृश्यांकन करने में सक्षम होंगे क्रैक टिप पर σy का मान वैसा नहीं है जोकि जब यह एक तीक्ष्ण क्रैक होने पर आपको प्राप्त होगा क्योंकि यदि आप HRR क्षेत्र को भी देखते हैं तो यह भी एसिम्टोटिक रूप से अनंत तक जाता है जैसे आपके पास के फील्ड एसिम्टोटिक रूप से क्रैक टिप पर अनंत तक जाता है यदि आप HRR क्षेत्र के लिए गणितीय व्यंजक को देखते हैं तो यह भी क्रैक टिप्स पर केवल अनंत स्ट्रेस का पूर्वानुमान बताता है लेकिन ब्लंट होने के कारण यहां जो दिखाया गया है वह σyy की एक विशिष्ट विविधता होगी और σyy क्रैक टिप से एक छोटी सी दूरी पर उच्चतम मान तक पहुंचता है और LEFM के मामले में हमने क्या देखा था कि स्ट्रेस फील्ड पूरी तरह से K के मान द्वारा तय होती है स्ट्रेस फील्ड की स्ट्रैंथ जो कुछ भी हो वह K के मान द्वारा निर्धारित होती है इसी प्रकार इलास्टो प्लास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी में स्ट्रेस फील्ड आपके पास σ ij है जिसे σ0 J बटा अल्फा σ0 ϵ0 के रूप में दिया जाता है वहां In r पूरे पर पावर 1 बटा n प्लस 1 प्लस θ का एक फंक्शन और स्ट्रेन हार्डनिंग घातांक n है और इसकी स्ट्रैंथ को J के मान द्वारा निर्धारित किया जाता है और आपके पास इन सभी पदों के लिए परिभाषाएं हैं अल्फा एक मटेरियल स्थिरांक है σ0 रेफरेंस यील्ड स्ट्रैंथ है ϵ0 रेफरेंस फील्ड स्ट्रेन है n एक स्ट्रेन हार्डनिंग घातांक है और ln एक स्थिरांक है तथा n का एक फंक्शन है आप जानते हैं लोगों ने इसके लिए व्यंजक दिए हैं तो जब आप n का मान प्रतिस्थापित करते हैं तो ln का मान प्राप्त करने में सक्षम होंगे कुछ प्रतिनिधात्मक मान दिखाए गए हैं तो जब n बराबर 1 है In का मान लगभग 5 के बराबर है और यदि आप रैमबर्ग ओसगुड नियम को देखते हैं जब n बराबर 1 है तो यह लीनियर इलास्टिक विश्लेषण देता है जब n अनंत है देखिए n 1 होने पर यह सीधा जाएगा जब n अनंत है आपके पास एक सीधा भाग होगा जो बाद में पूरी तरह प्लास्टिक होगा लीनियर इलास्टिक और पूरी तरह प्लास्टिक n जो कि 1 से अनंत के बीच में रहता है एक उपयुक्त वक्र की तरह होगा तो इस प्रकार आप मटेरियल व्यवहार को मॉडल करते हैं तो यह लीनियर इलास्टिक विश्लेषण के लिए है In लगभग 3 है जब आप इलास्टिक से पूरी तरह प्लास्टिक पर जाते हैं वह n अनंत के बराबर है और प्लेन स्ट्रेन के मामले में In लगभग 6 के बराबर है जब n बराबर 1 है और In बराबर 4 है जब n अनंत है तो हम वास्तव में पूरी तरह से इलास्टिक और इलास्टिक प्लास्टिक के बारे में बात कर रहे हैं और एक पर्यवेक्षण यह बताता है कि जब आप n के मान बदलते हैं तो In एकल रूप से घटता है तो आपको क्या पहचानना होगा कि आपके पास एक ब्लंट क्रैक टिप है तो आपके पास एक फ्रैक्चर प्रक्रिया जोन है यह HRR क्षेत्र द्वारा घिरा हुआ है जो कि एक J वर्चस्व वाला क्षेत्र है जो K क्षेत्र द्वारा घेरा हुआ होना चाहिए और तब आपके पास एक सामान्य स्ट्रेस फील्ड है और यह केवल सारांश है जिसका मैंने उल्लेख किया था वह σij θ n केवल कोण एंगल θ और हार्डनिंग इंडेक्स n के अविम डाइमेंशनलेस फंक्शन है जब n बराबर 1 होता है तो यह लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन वक्र को दर्शाता है स्ट्रेस फील्ड के लिए स्क्वायर रूट विलक्षणता को देखा जाता है तो यह अप्रत्यक्ष रूप से सत्यापित होता है कि स्ट्रेस के जिन संभावित मानों को हमने चित्रित किया है वास्तव में भी वे सही है n बराबर अनंत होने पर यह पूरी तरह से प्लास्टिक मटेरियल के लिए है स्ट्रेस स्थिर है और हमने यह भी नोट किया था जब हमने यह चित्र बनाया था क्रैक टिप से क्रैक टिप ओपनिंग विस्थापन की दोगुना दूरी पर जो कि CTOD है HRR क्षेत्र मान्य नहीं है इसे आपको दिमाग में रखना होगा HRR क्षेत्र भी क्रैक टिप से थोड़ी दूरी पर एक जोन को दर्शाता है जो कि J वर्चस्व वाला क्षेत्र है और इस पर फिर से बल दिया जाता है लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी और HRR दोनों ही दृष्टिकोण r के लगभग 0 होने पर अनंत स्ट्रेस का पूर्वानुमान बताते हैं जो कि निश्चित रूप से वास्तविकता में सत्य नहीं है इसके बावजूद भी HRR तकनीक इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से काफी हद तक उपयोगी है आप जानते हैं यही है जिसे आपको ध्यान में रखना है और आपके पास एक हचिंसन का शोध पत्र प्लास्टिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फील्ड्स एट ए क्रैक टिप 'Plastic stress and strain fields at a crack tip' है जो जर्नल ऑफ द मैकेनिक्स एंड फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में प्रकाशित हुआ था यह वर्ष 1968 में था यहां तक कि राइस ने J इंटीग्रल 1968 में प्रस्तुत किया था तो फ्रैक्चर यांत्रिकी के दृष्टिकोण से 1968 एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है आपके पास किए गए महत्वपूर्ण योगदान हैं और आइए हम देखते हैं अत्यधिक प्लास्टिक मटेरियल में J फ्रैक्चर मापदंड के रूप में K को प्रतिस्थापित कर सकता है तो लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी में हम क्या कर चुके हैं हमारे पास स्ट्रेस तीव्रता कारक का एक क्रांतिक मान होगा जिसे हम फ्रैक्चर टफनेस के रूप में कहते हैं KIC का पता लगाने के लिए हमने परीक्षण विधियों का विस्तार किया है और उसी तर्ज पर आप JIC को भी पता कर सकते हैं आप जानते हैं हम पहले ही देख चुके थे इलास्टिक प्लास्टिक फ्रैक्चर बहुत अधिक जटिल है इसलिए हम एक साधारण पद्धति को लेकर आते हैं तो हमने एक नॉन लीनियर इलास्टिक सॉलिड को देखा था जो कुछ भी अवधारणाएं नॉन लीनियर इलास्टिक ठोस के लिए विकसित की गई हैं हम उन्हें विस्तारित करते हैं और फ्रैक्चर यांत्रिकी में लागू करने के लिए हम फिर से LEFM पद्धति पर आते हैं इसी प्रकार की चीजें आप J का प्रयोग करके विस्तारित करते हैं तो विशुद्ध इंजीनियरिंग विश्लेषण दृष्टिकोण से यह आपकी तकनीक को आसान बनाता है तो यहां इसका उल्लेख किया गया है J आधारित फ्रैक्चर यांत्रिकी अधिकांशतः लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी के रूप में समान प्रकार से लागू होती है और आपको यह देखना होगा कि J आधारित फ्रैक्चर यांत्रिकी के व्यवहारिक अनुप्रयोग LEFM से अधिक शामिल है यहां कठिनाई यह है कि J के परिणाम मटेरियल के स्ट्रेस स्ट्रेन व्यवहार पर निर्भर करते हैं और इसीलिए उन्हें K की तरह सारिणी टेबल में रखना कठिन है देखिए हमने एक ज्यामिति की भिन्नता के लिए देखा था कि K का क्या मान है बिल्कुल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर के समान आप इसे करने में सक्षम हैं लेकिन यहां आपको J का आकलन करना होगा मटेरियल व्यवहार भी एक भूमिका निभाता है इसलिए उन्हें K की तरह सारिणीबद्ध करना कठिन है आपको बहुत अधिक थका देने वाली संख्यात्मक गणनाएँ करनी होंगी और फिर आपके प्रत्येक विन्यास के लिए प्राप्त करना होगा तो इसका उल्लेख यहां किया गया है आमतौर पर J का पता लगाने के लिए एक घटक का पूर्ण क्षेत्र फाइनाइट एलिमेंट विश्लेषण किया जाता है हालांकि एक अवधारणात्मक दृष्टि से J एक फ्रैक्चर मापदंड के रूप में K को प्रतिस्थापित कर सकता है J का आकलन करना अपने आप में एक चुनौती है KIC के समान JIC का पता लगाने के लिए आपके पास परीक्षण विधियां हैं इसके अतिरिक्त एक दिए गए विन्यास के लिए J का पता लगाना अपने आप में चुनौतीपूर्ण है देखिए कई बार आप क्या पाते हैं आप लोगों को जानते हैं K का पता लगाने के लिए वे J का पता लगाते हैं और फिर समरूपता का उपयोग करते हैं तथा फाइनाइट एलिमेंट गणना द्वारा K का मान प्राप्त करते हैं यह केवल लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी के ज्ञान क्षेत्र में है आप जानते हैं कई बार लोग इलास्टो प्लास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी मापदंड के बजाय K का पता लगाने के लिए J का अधिक उपयोग करते हैं क्योंकि इलास्टो प्लास्टिक फ्रैक्चर विश्लेषण महंगा और समय नष्ट करने वाला है बहुत से लोग इसमें शामिल नहीं होते हैं इसलिए आपको एक अंतर करना होगा कि क्या आप इलास्टो प्लास्टिक फ्रैक्चर विश्लेषण कर रहे हैं और J का पता लगाते हैं या आप लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी में K का पता लगाने के लिए J की गणना कर रहे हैं इसलिए इन दोनों चीजों को अलग अलग रखिए और समझिए और आप जानते हैं आपको क्रैक टिप के आगे प्रचलित त्रिअक्षीय स्ट्रेस की स्थिति को देखना होगा आपके पास ब्लंट हुई क्रैक टिप है इसलिए आपके पास क्रैक टिप के थोड़ा सा आगे एक त्रिअक्षीय स्थिति है और लोगों ने इसे किसी रूप में मॉडल करने की कोशिश भी की है इसलिए उन्होंने त्रिअक्षीय स्ट्रेस की स्थिति के लिए एक अतिरिक्त पद खोजने की कोशिश की है जिसे बाध्यता मापदंड के रूप में भी जाना जाता है और आपने दो मापदंड मॉडलों का उपयोग किया है जो J Q के रूप में जाने जाते हैं जहां Q एक बाध्यता मापदंड है आप जानते हैं लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी के मामले में हमने क्या देखा फोटोइलास्टीशियन ने कहा कि आपको दूसरे पद के लिए σx स्ट्रेस पद में शामिल करने की आवश्यकता है जिसे σ0x के रूप में जाना जाता है जो बाद में विश्लेषण सम्बन्धी लोगों द्वारा T स्ट्रेस के रूप में समझा गया यह लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी के ज्ञानक्षेत्र में है इलास्टो प्लास्टिक यांत्रिकी के ज्ञानक्षेत्र में वे Q नामक एक अन्य मापदंड पर पहुंचे हैं जिसे एक बाध्यता मापदंड के रूप में जाना जाता है और इसका उपयोग प्लास्टिक जोन में स्ट्रेस फील्ड का निर्धारण करने के लिए किया जाता है और इन दिनों ऐसे दृष्टिकोण महत्व प्राप्त कर रहे हैं इसलिए आपको यह जानना होगा कि वर्तमान परिदृश्य में क्या दृष्टिकोण है जिसे लोग देख रहे हैं जैसे हमने लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी में T स्ट्रेस प्रभाव को देखा था लोग इलास्टो प्लास्टिक फ्रैक्चर विश्लेषण में बाध्यता मापदंड Q के बारे में भी बात कर रहे हैं और आप जानते हैं कहा गया है कि HRR फील्ड उपयोगी है इसकी सीमाएँ भी हैं हमें उन सीमाओं को स्पष्ट रूप से जानना होगा HRR फील्ड लिमिटेशंस और यदि आप देखें तो एक क्रैक टिप स्ट्रेस स्थिति के माप के रूप में J की विवेचना मटेरियल के लिए रेमबर्ग ओसगुड आधारभूत मॉडल की प्रयोज्यता पर निर्भर करती है और यहां तक कि इसमें भी लोग क्या करते हैं HRR स्ट्रेस फील्ड अवधारणा के विकास में प्रवाह मॉडल के लीनियर भाग को सुविधापूर्वक अनदेखा किया जाता है जब आप रेमबर्ग ओसगुड नियम को देखते है अगर आप प्लास्टिसिटी में किसी भी किताब को लेते हैं तो आपके पास यह व्यंजक ϵ बटा ϵ0 बराबर σ बटा σ0 प्लस 𝜶 गुणा σ बटा σ0 पूरे पर पावर n होगा और HRR स्ट्रेस फील्ड के विकास में प्रवाह मॉडल के लीनियर भाग को अनदेखा किया जाता है केवल नॉन लीनियर भाग को माना जाता है और इसका परिणाम क्या है इसका एक फायदा होने के साथ साथ एक नुकसान भी है आपको दोनों को जानना होगा यह माना जाता है कि टिप क्षेत्र के बहुत निकट में स्ट्रेनों का मान पर्याप्त रूप से इतना बड़ा है कि कुल विरूपण की तुलना में लीनियर भाग का योगदान छोटा है आप जानते हैं ऐसे विरोधाभास कई क्षेत्रों में आते हैं आप जानते हैं कि आप कहेंगे कि कोई चीज किसी और चीज की तुलना में बड़ी है लेकिन बड़ी चीज अभी भी किसी और चीज की तुलना में छोटी है आप जानते हैं इस तरह के विरोधाभास मौजूद हैं इस तरह के एप्रोक्सीमेशंस के बिना आप कोई इंजीनियरिंग विश्लेषण नहीं कर सकते लेकिन यह जानना बेहतर है कि HRR फील्ड के विकास में ऐसे अनुमान लगाए गए हैं यही है जो मैं इंगित करने का प्रयास कर रहा हूं सिद्धांत रूप से यह नियम होगा कि J का उपयोग उन मटेरियल के लिए वैकल्पिक निर्धारक मापदंड के रूप में होगा जिनका बस KIC परीक्षण छूट गया है आप जानते हैं कि जब हमने फ्रैक्चर टफनेस परीक्षण पर चर्चा की थी मैंने यह भी कहा था यह एक बहुत ही अनूठे प्रकार का परीक्षण है आप आश्वस्त नहीं है कि परीक्षण की शुरुआत में मान स्वीकार्य होगा या नहीं आप अत्यधिक जटिल परीक्षण करते हैं और अंत में आप कहते हैं कि यह स्वीकार्य है या नहीं बिना किसी संदेह के बाहर जाने के बजाय लोगों ने अन्य प्रकार के कोड भी विकसित किए जहां आपको थोड़ा अधिक विस्तृत प्रकार का मापन करना होगा यदि KIC विफल हो जाता है तो कम से कम आप CTOD या J को दर्ज कर सकते हैं यदि आपको ऐसा करना ही है तो इस प्रकार के अनुमान इसके साथ नहीं जाएंगे कि टिप के निकट क्षेत्र में स्ट्रेनस् पर्याप्त रूप से बड़े हैं कि लीनियर भाग का योगदान कम है यदि आप ऐसा कहते हैं तब यह सख्ती से लागू नहीं है लेकिन हम ऐसा करते रहते हैं और आपको जो ध्यान में रखना होगा वह है कि HRR स्ट्रेस फील्ड अनोखा नहीं है और यह फिर से चर्चा बहुत मौलिक है यह सभी अनुभवजन्य संबंधों पर लागू होता है आधारभूत संबंध स्वभाव में आंतरिक नहीं हैं और एक तुलना भी निर्धारित है आधारभूत संबंध नियमों जैसे नहीं होते हैं उसी प्रकार जैसे स्ट्रेस या स्ट्रेन रूपांतरण नियम देखिए स्ट्रेस या स्ट्रेस रूपांतरण नियम निश्चित है यदि आपके पास रैंक दो का टेंसर है एक निर्देशांक सिस्टम से दूसरे निर्देशांक सिस्टम तक यह केवल इस तरह से रूपांतरित होगा इसके विपरीत आधारभूत संबंध इस तरह नहीं हैं वे अनुभवजन्य संबंध हैं मॉडल करने के लिए मटेरियल का अवलोकन किया गया व्यवहार का चुनाव आपको ध्यान में रखना होगा जिस क्षण मैं अनुभवजन्य संबंध कहता हूं दिए गए डेटा के प्रकार के लिए कोई अनुभवजन्य संबंधों के दूसरे सेट पर पहुंच सकता है तो उस दृष्टिकोण से HRR स्ट्रेस फील्ड अद्वितीय नहीं है और जो कुछ भी चर्चा हम यहां करते हैं वह सभी अनुभवजन्य संबंधों पर लागू होती है वास्तव में EPFM में आप केवल अनुभवजन्य संबंध देखते हैं क्योंकि इसी तरह इंजीनियरिंग समुदाय ने EPFM का उपयोग संभव पाया है यहां तक कि CTOD में आप केवल अनुभवजन्य संबंधों के संपर्क में आएंगे तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि LEFM के रूप में दृढ़ गणितीय आधार की कमी के बावजूद EPFM इसके प्रभाव क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यदि आप वास्तव में देखते हैं कि कौन है जिसने EPFM के लिए J के उपयोग को उन्नत किया है यह वास्तव में 1972 में बेगली एंड लैंडेस द्वारा किया गया प्रायोगिक कार्य था उन्होंने पहचाना कि J तीन विशिष्ट विशेषताएँ प्रदान करता है आप ध्यान दें इसे 1968 में विकसित किया गया था राइस का शोध पत्र 1968 में था इसका पूरा उपयोग और समझ केवल 1972 में आई वर्क ऑफ बेगली एंड लैंडेस लीनियर व्यवहार के लिए J G के समरूप है तो यह सुविधा प्रदान करता है कि हम सामान्यीकरण के लिए जा रहे हैं इलास्टिक प्लास्टिक व्यवहार के लिए यह क्रैक टिप क्षेत्र को निर्धारित करता है जैसे K लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी में स्ट्रेस फील्ड की स्ट्रैंथ को पता करता है इलास्टो प्लास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी में यह J पता करता है फील्ड की स्ट्रैंथ J द्वारा पता लगाई जाती है और एक अन्य अवलोकन जो उन्होंने किया है इसका प्रायोगिक आकलन सुविधाजनक तरीके से किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने J का पता लगाने के लिए प्रयोग किए थे इस प्रकार उन्होंने उनके अवलोकन को भी संक्षेप में प्रस्तुत किया है और यहां तक कि अगर आप G को देखते हैं तो लोग प्रयोगात्मक रूप से G का पता लगाने में सक्षम थे केवल तभी विश्लेषणात्मक गणनाएँ बहुत लोकप्रिय हुई और आप यह भी ध्यान रखें कि J को डिफॉर्मेशन प्लास्टिसिटी के आधार पर विकसित किया गया है राइस ने दर्शाया है कि डिफॉर्मेशन प्लास्टिसिटी के लिए J की आसपास के क्रैक आकार वाले दो समान रूप से लोडेड वस्तुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी के अंतर के रूप में व्याख्या की जा सकती है देखिये कथन गूढ़ है लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी के मामले में एक क्रैक अपने आप से विस्तारित हो सकता है और फिर विश्लेषण अभी भी मान्य है इलास्टो प्लास्टिक विश्लेषण के मामले में जिस क्षण क्रैक बढ़ता है अनलोडिंग होती है आपका विश्लेषण सटीक नहीं होता है क्योंकि आप प्लास्टिसिटी विरूपण सिद्धांतों का उपयोग करने के ज्ञान क्षेत्र में हैं तो यही कारण है कि वह कहता है कि आप 2 नमूने लीजिए जो कि अलग अलग क्रैक लंबाई के होते हैं वास्तव में बेगली और लैंडेस ने उस तरह का प्रयोग किया और यही सारांश यहां बताया गया है जब अनलोडिंग होती है तो प्लास्टिसिटी विरूपण सिद्धांत अमान्य हो जाता है तो यह है कि एक विस्तारित क्रैक के लिए यह सख्ती से मान्य नहीं है इसे देखते हुए बेगली और लैंडेस ने पाया कि एक विस्तारित क्रैक के लिए J की ऊर्जा व्याख्या सख्ती से मान्य नहीं है नॉनलीनियर इलास्टिक ठोस के मामले में यह परिभाषा ठीक है लेकिन एक बार जब आप इसे इलास्टो प्लास्टिक विश्लेषण के लिए लेते हैं तो यह व्याख्या कि J एक ऊर्जा मुक्ति दर है एक विस्तारित क्रैक के लिए सख्ती से मान्य नहीं है इसलिए J को इलास्टिक प्लास्टिक मटेरियल में क्रैक विस्तार के लिए उपलब्ध ऊर्जा के रूप में माना नहीं जा सकता है बावजूद इसके चूंकि यह विशिष्ट क्रैक टिप इलास्टिक प्लास्टिक क्षेत्र निर्धारण का माप है यह एक भौतिक रूप से संबंधित राशि क्वांटिटी प्रदान करता है तो ये सब वो सब महत्व हैं जो आप दे सकते हैं इससे परे आप अधिक महत्व नहीं दे सकते एप्लीकेशन एरियाज ऑफ EPFM और हम देखेंगे कि EPFM के अनुप्रयोग क्षेत्र क्या हैं क्योंकि यदि लोग EPFM के लिए गए हैं तो निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता होनी चाहिए बिजली उत्पादन और रासायनिक प्रसंस्करण उद्योगों में अधिकांश क्रैक्स उच्च दबाव वाले भागों में होते हैं जो मोटी दीवारों वाले वेसल और पाइप होते हैं परमाणु प्रेशर वेसल उद्योग में मटेरियल की टफनेस बहुत महत्वपूर्ण है उच्च प्रारंभिक टफनेस के बावजूद फटीग और स्ट्रेस क्षरण क्रैकिंग के कारण सबक्रिटिकल त्रुटियां विकसित होती हैं और न्यूट्रॉन बमबारी के कारण भी मटेरियल का स्तर निम्न हो जाता है यह परमाणु संस्थापनों के लिए कुछ विलक्षण है उन सभी मामलों में EPFM अवधारणाएं अत्यंत आवश्यक हैं यह याद रखना चाहिए कि LEFM का मुख्यतः एयरोस्पेस उद्योग में अनुप्रयोग है तो अनुप्रयोग क्षेत्र विभिन्न हैं LEFM पतली संरचनाओं तक ही सीमित है जो आपको एयरोस्पेस के अंतर्गत मिलती है जब आपके पास बहुत मोटे और उच्च टफनेस मटेरियल होते हैं तो आप J के लिए ही जाते हैं और काफी समय पहले मैंने उल्लेख भी किया था कि एक परमाणु रिएक्टर स्टील मेटेरियल के लिए KIC का निर्धारण विफल रहता है क्योंकि यदि आप मोटाई निर्धारित करते हैं तो एक व्यक्ति उस पर बैठ सकता है यह लगभग 1 मीटर मोटा है बहुत बहुत बड़ा है दूसरी ओर परमाणु रिएक्टर स्टील के लिए यदि आप जाते हैं और यह पता लगाते हैं कि JIC के निर्धारण के लिए आवश्यक नमूने की मोटाई क्या है तो यह लगभग 15 मिलीमीटर है तो यह करने योग्य है तो अनुप्रयोग क्षेत्र के आधार पर आपको फ्रैक्चर यांत्रिकी की पद्धति का चुनाव करना होगा COD डेफिनिशन हम COD दृष्टिकोण का एक संक्षिप्त परिचय भी देखेंगे और यदि आप याद करें तो क्रैक टिप के पास प्लास्टिक ज़ोन को शामिल करने के लिए पहला प्रयास इरविन कीस और स्मिथ Irwin Kies and Smith द्वारा 1958 में शुरू किया गया था जब वे लीनियर इलास्टिक दृष्टिकोण की अनुप्रयुक्तता को व्यापक बनाना चाहते थे एक प्लास्टिसिटीवर्धक स्ट्रेस तीव्रता कारक प्रस्तावित किया जिसमें क्रैक लंबाइयाँ उपयुक्त रूप से थोड़ा बढ़ी हुई थी यह हमने देखा था आपने इरविन के मॉडल को देखा था आपने डगडेल के मॉडल को देखा था और आपने यह भी मूल्यांकन किया कि वृद्धिशील लंबाई क्या होनी चाहिए जिसे आपको क्रैक की लंबाई में जोड़ना होगा और उस क्रैक लंबाई को प्रभावी क्रैक लंबाई के रूप में बनाना होगा तो यह सीमित था यह पहले प्रकार का अनुमान था वेल्स और कॉट्रेल ने 1961 में स्वतंत्र रूप से एक वैकल्पिक अवधारणा को इस आशा से आगे बढ़ाया कि यह सामान्य यील्डिंग स्थिति से परे भी लागू होगा तो वह ध्यानकेंद्र था और ऐतिहासिक रूप से COD या CTOD से संबंधित अवधारणाएं J के विकास से पहले थीं और जब वेल्स ने प्रस्तावित किया तो उनके पास इरविन के प्लास्टिक जोन के व्यंजक थे इसलिए उन्होंने उसका उपयोग करके COD का आकलन किया तथा यह एक अनंत पट्टी में एक केंद्रीय क्रैक की एक समस्या के लिए था और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें हमें समझने की आवश्यकता है यह CTOD क्या है और आप सावधानीपूर्वक इसका एक स्केच बनाइए तो आप प्लास्टिसिटी प्रभाव को शामिल किए हुए काल्पनिक क्रैक को देखते हैं यह केवल काल्पनिक है और आपके पास एक वास्तविक क्रैक है क्योंकि विचार यह है जब आपके पास एक क्रैक टिप है तो वहां विस्थापन नहीं हो सकता है फिर क्रैक टिप ओपनिंग विस्थापन क्या है जिसे परिभाषित किया जाना है यह आपके प्लास्टिसिटी संशोधित काल्पनिक क्रैक लंबाई से आता है तो यह इस तरह से खुलता है और आपके पास इस प्रकार का वास्तविक क्रैक है और जो कुछ भी वास्तविक क्रैक लंबाई पर खुलापन ओपनिंग है उसे CTOD या COD माना जाता है हमने COD को खुले क्रैक के आकार के लिए एक व्यंजक के रूप में देखा था हमने लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी में देखा था EPFM में वे CTOD या COD का उपयोग करते हैं और यह परिभाषा आपके प्लास्टिसिटीवर्धित क्रैक टिप से ली गई है तो यह एक काल्पनिक क्रैक है और यह वास्तविक क्रैक है और यहाँ जो भी खुलापन ओपनिंग है उसे CTOD या COD के रूप में जाना जाता है और 1979 में ट्रेसी द्वारा एक परिभाषा भी दी गई थी जो कि आपने देखा था कि जब हमने HRR क्षेत्र को भी देखा था आप ऐसी रेखाएँ खींचते हैं जो 45 डिग्री के कोण पर परस्पर लंबवत होती हैं यह ब्लंट हुए क्रैक को काटता है और इस ऊंचाई को CTOD या COD के रूप में लिया जाता है अभ्यास में क्रैक मुख ओपनिंग विस्थापन को मापा जाता है और आपके ASTM मानक E1820 में इसकी रिपोर्टिंग के लिए प्रक्रियाएं शामिल हैं तो आप अपने उचित गेज द्वारा केवल क्रैक मुख खुलने के विस्थापन को मापते हैं हमने इसे फ्रैक्चर परीक्षण के संदर्भ में देखा था उससे आपको पता चलता है कि क्रैक टिप ओपनिंग विस्थापन की गणना कैसे की जाती है और आप जानते हैं मैंने व्युत्पत्ति के चरण नहीं दिखाए हैं इरविन के क्रैक लंबाई के वृद्धिशील सीमा के संशोधित मान से क्रैक टिप ओपनिंग विस्थापन के लिए एक व्यंजक की गणना करना संभव है तो आप क्या करते हैं आपके पास COD के लिए व्यंजक है जैसे 4 σ बटा E गुणा आपके पास क्रैक लंबाई माइनस यह दूरी है तो आप इसे प्रभावी क्रैक लंबाई के रूप में रखते हैं प्रभावी क्रैक की लंबाई a प्लस प्लास्टिक जोन की लंबाई बटा 2 rp बटा 2 है यदि आप उन व्यंजकों को प्रतिस्थापित करते हैं तो आप क्रैक टिप ओपनिंग विस्थापन और K के मध्य संबंध प्राप्त कर सकते हैं इरविन के दृष्टिकोण से वेल्स ने 𝜶 को 4 बटा π के रूप में प्राप्त किया जिसे ऊर्जा संतुलन दृष्टिकोण से 1 होना चाहिए और उसने बाद में इसे 1 के रूप में अपनाया कठिनाइयों को देखिए आप जानते हैं आपके पास व्यंजकों का एक सेट है आपको एक परिणाम मिलता है और आप पाते हैं कि यह ऊर्जा विश्लेषण के अनुरूप नहीं है फिर आप इसे संशोधित कीजिए फिर आप एक सुविधा लीजिए यदि मैं इरविन के मॉडल के माध्यम से नहीं जाता हूं अगर मैं डगडेल के मॉडल के जरिए जाता हूं तो मुझे यह 1 के रूप में मिलता है डगडेल के मॉडल पर आधारित एप्रोक्सीमेशन 1 के रूप में इसका पूर्वानुमान बताते हैं तो आपके पास डगडेल के मॉडल के साथ साथ ऊर्जा संतुलन दृष्टिकोण से एक पुष्टिकरण है तो आप डेल्टा बराबर KI स्क्वायर बटा E गुणा σys लेते हैं और यह क्या दिखाता है यह LEFM के दायरे में दिखाने में सक्षम है कि COD और KI संबंधित हैं आपके पास यह CTOD या COD है यह KI से संबंधित है जब तक LEFM लागू होता है COD फ्रॉम डगडेल्स मॉडल COD from Dugdale's model तो वे भिन्न मापदंड नहीं हैं और आपके पास डगडेल के मॉडल से COD के लिए व्यंजक भी है और अगर आप देखें तो डगडेल ने अपने मॉडल की पेशकश 1961 में की थी उन्होंने केवल प्लास्टिक क्षेत्र की हद को प्राप्त किया था उससे 1963 में गुडियर एंड फील्ड क्रैक फेस विस्थापन पर कार्य करने वाले पहले थे और उससे एक लंबे व्यंजक को प्राप्त किया COD को 8 बटा पाई गुणा a गुणा σys बटा E सेकन्ट पाई बटा 2 σ का प्राकृतिक लघुगुणक नेचुरल लॉगरिथम बटा σys द्वारा दिया जाता है और प्रतीकवाद को ध्यान में रखिए इससे पहले हमने डगडेल के मॉडल में प्लास्टिक जोन की एक सीमा के रूप में डेल्टा का उपयोग किया था EPFM के संदर्भ में डेल्टा CTOD को दर्शाता है हमने पहले ही देखा था CTOD के लिए चित्र क्या है इस व्यंजक को 1966 में 3 साल बाद बर्डेकिन और स्टोन द्वारा सरलीकृत किया गया था और इसे एक टेलर श्रृंखला के रूप में व्यक्त किया और देखा कि डेल्टा बराबर KI स्क्वायर बटा E गुणा σys गुणा 1 प्लस पाई स्क्वायर बटा 24 गुणा σ बटा σ ys पूरे का स्क्वायर प्लस इसी प्रकार और आगे तक इसलिए यदि आप मान लेते हैं कि दूसरा पद छोटा है तो दूसरा और उच्च क्रम के पद छोटे हैं डेल्टा लगभग KI स्क्वायर बटा E गुणा σ ys से संबंधित हो सकता है और मैं सिर्फ एक और परिणाम दिखाऊंगा सबूत के बिना मैं इसे देखूंगा कोई व्यक्ति J और CTOD के बीच एक संबंध का भी पता लगा सकता है रिलेशनशिप बिटवीन J एंड CTOD तो आप क्या करते हैं आप डगडेल का यील्ड स्ट्रिप मॉडल लेते हैं स्ट्रिप यील्ड जोन की बाउंड्री के साथ एक कंटूर लें जैसा कि यहां दिखाया गया है स्पष्टता के लिए इसे बड़े रूप में दिखाया गया है लेकिन आप मानते हैं कि यह इसके बहुत करीब है और यदि आप J इंटीग्रल अवधारणा को लागू करते हैं तो यह आपके लिए संबंधित करना संभव होगा की J बराबर σ ys गुणा CTOD है मैं इसके व्युत्पत्ति भाग में नहीं जाऊँगा आप J इंटीग्रल के आधार पर पता लगा पाएंगे J और क्रैक टिप ओपनिंग विस्थापन के बीच एक संबंध है इंटररिलेशनशिप ऑफ फ्रैक्चर पैरामीटर्स और संक्षेप में आप क्या पाते हैं कि यदि ससंजक क्षेत्र की सीमा वस्तु की किसी अन्य कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन की तुलना में छोटी है तो इन क्षेत्रों से पर्याप्त रूप से हटा दिया गया है डिफॉर्मेशन क्षेत्र इलास्टिक समाधान से केवल थोड़ा सा ही भिन्न होगा जिसे इन क्षेत्रों में अनदेखा किया गया है तो आप पाते हैं कि छोटे पैमाने की यील्डिंग के दायरे के अंतर्गत सभी फ्रैक्चर मापदंड बराबर हैं CTOD KI स्क्वायर बटा E गुणा σys से संबंधित है G KI स्क्वायर बटा E है और आपके पास है σys डेल्टा बराबर G या बराबर J और J बराबर G तो यह एक प्रकार की सुविधा प्रदान करता है कि लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी के दायरे के अंतर्गत इन सभी भिन्न प्रतीत होने वाले मापदंडों में परस्पर संबंध है तो वह है जो इस स्लाइड में दिखाया गया है तो यह सुकून देता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो इस कक्षा में हमने क्या देखा था कि हमने J को स्ट्रेस तीव्रता मापदंड के रूप में देखा था हमने देखा था HRR फील्ड क्या है फिर EPFM के अनुप्रयोग क्षेत्र क्या हैं तब हमने CTOD के लिए व्यंजकों को देखा था इसे डगडेल के मॉडल या इरविन के मॉडल से प्राप्त किया जा सकता है और अंत में हमने फ्रैक्चर मापदंडों के बीच अंतर्संबंध को देखा था